अब हम अगली उप समस्या पर विचार करते हैं जिसका नाम है फ्लोर प्लानिंग इसलिए फ्लोर प्लानिंग आइए पहले देखते हैं कि यह समस्या क्या है अब विशिष्ट वीएलएसआई भौतिक डिज़ाइन में देखें कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पास हमारा खेल का मैदान है जो सिलिकॉन फर्श है जहां हमें सभी सर्किट घटकों को रखना है फ्लोर प्लानिंग का अर्थ है मैंने पहले जो उपमा दी थी उसे याद करने के लिए यह एक घर की योजना बनाने जैसा है इसलिए मेरे पास मेरे सर्किट ब्लॉक हैं मुझे एक योजना बनानी होगी कि मेरे सिलिकॉन फ्लोर पर कौन से सर्किट ब्लॉक लगाएं इसलिए जब मैं एक बार इस योजना को अच्छे तरीके से कर लेता हूं तो बाद के चरणों में भौतिक डिजाइन प्रक्रिया को पूरा करने और संभालने का कार्य बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एक चीज जिसे हम भौतिक डिजाइन में याद करते हैं कि हम लाखों लाखों घटकों वाले सर्किट या नेटलिस्ट से निपटते हैं इसलिए एक बार जब हम इस तरह के विभाजन फर्श की योजना बनाते हैं तो हम एक डिवाइड एंड कॉन्कर के दृष्टिकोण की तरह जा रहे हैं हम समस्या को सरल उप उप समस्याओं में विभाजित करके समस्या की जटिलता को काफी हद तक कम कर रहे हैं और फिर उन्हें एक एक करके स्वतंत्र रूप से संभाल रहे हैं तो आप कह सकते हैं फ्लोर प्लैनिंग का मतलब लेआउट की सतह पर मॉड्यूल के अनुमानित स्थानों को खोजना है अब कुछ धारणाएं आम तौर पर बनाई जाती हैं उदाहरण के लिए उपलब्ध क्षेत्र सिलिकॉन फर्श को आकार में आयताकार माना जाता है जो मॉड्यूल जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे वे आम तौर पर एक आयताकार के आकार को ध्यान में रखना होगा लेकिन कभी कभी आपके पास एल आकार जैसे अन्य मॉड्यूल आकार हो सकते हैं हम इसे बाद में देखेंगे तो चलिए एक ऐसे आरेख पर नज़र डालते हैं जो आपको उस समस्या के समग्र दायरे से अवगत कराएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बाईं ओर हम कुछ मॉड्यूल दिखाते हैं जिन्हें हम रखने की कोशिश कर रहे हैं और दाईं ओर यह आयताकार क्षेत्र हमारे सिलिकॉन फर्श है तो इन 5 ब्लॉकों को हम इस तरह से रखते हैं a b c d e ब्लॉक हैं ये हमारी अस्थायी फ्लोर प्लान हैं अब यह एक और बात जो हम यहां भी दिखा रहे हैं जो फ्लोर प्लानिंग स्टेज में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है अब वास्तव में हमारे व्याख्यान क्रम में हम उप समस्या पर बाद में विचार करेंगे जैसे कि फ्लोर प्लान बनाने के लिए हम बाहरी पिंस या IO पैड की स्थिति को भी अस्थायी रूप से ठीक कर रहे हैं ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमारे बाहरी कनेक्शन बाहर जाएंगे और बिजली की आपूर्ति लाइनें भी सॉलिड एज ग्राउंड लाइंस इंगित करता है यह डॉटेड एज बिजली की आपूर्ति लाइन वीडीडी को इंगित करता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वास्तव में ग्राउंडऔर वीडीडी लाइनें आमतौर पर एक ही परत धातु की परत पर रखी जाती हैं तो ये ग्राउंड और वीडीडी के ये 2 नेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आप देख सकते हैं तो यह पावर और ग्राउंड प्लानिंग सहित फ्लोर प्लैनिंग की समस्या का एक विशिष्ट समाधान है यह समग्र चिप योजना है मैं दिखा रहा हूं लेकिन अगर हम यहां वीडीडी और ग्राउंड प्लानिंग पर विचार नहीं करते हैं तो हमारी फ्लोर प्लैनिंग में केवल ब्लॉक और फ्लोर में उनके सापेक्ष स्थान शामिल होंगे हमें बाद में भी कुछ उदाहरण दिखाई देंगे तो समस्या की परिभाषा इस प्रकार है मान लें कि हमारे पास कुछ संख्या में ब्लॉक है जिनके क्षेत्र दिए गए हैं और एक और बात है इनमें से कुछ ब्लॉक फिक्स्ड किए जा सकते हैं इनमें से कुछ ब्लॉक फ्लैक्सिबल हो सकते हैं फिक्स्ड का मतलब है कि मैं ब्लॉकों की चौड़ाई और ऊंचाई जानता हूं लेकिन कुछ अन्य ब्लॉक हैं मुझे पता है कि कितने गेट या ट्रांजिस्टर हैं जिसका मतलब है कि मैं एरिया जानता हूं लेकिन मेरी ऊंचाई और चौड़ाई अभी भी फ्लैक्सिबल है इसलिए मैं इसे समायोजित कर सकता हूं इसलिए मेरे एरिया फ्लैक्सिबल ब्लॉक को दिया जाता है तो और हमारे पास आस्पेक्ट रेश्यो पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं आस्पेक्ट रेश्यो का अर्थ है चौड़ाई द्वारा ऊँचाई का विभाजन इसलिए आदर्श रूप से मैं एक ब्लॉक को आकार में वर्ग के आकार में बनाना चाहूंगा लेकिन यह पतली हो सकती है या तो वर्टिकल या होरिजेंटल रूप से संरेखित हो सकती है लेकिन आप उस आस्पेक्ट रेश्यो को कितना पतला कर सकते हैं जो संभवतः आप एक कन्सट्रैन्ट के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यह इससे अधिक पतला नहीं हो सकता है ऊंचाई से चौड़ाई का अनुपात इससे अधिक या कम नहीं हो सकता है तो आउटपुट प्रत्येक ब्लॉक का निश्चित स्थान बताएगा उनकी चौड़ाई और ऊंचाइयों निश्चित ब्लॉक के लिए चौड़ाई और ऊंचाई पहले से ही ज्ञात हैं फ्लैक्सिबल ब्लॉक के लिए आपको फिक्स करना होगा उनका गुणनफल उनके एरिया के बराबर होगा और निश्चित रूप से वे आस्पेक्ट रेश्यो ri और si की सीमा या सीमा के भीतर पड़े होंगे उद्देश्य निश्चित रूप से कुल लेआउट एरिया को कम करने के लिए होगा और भी क्रिटिकल वायर या क्रिटिकल नेट के तार की लंबाई को कम करने के लिए होगा लेकिन एक बात जो आपको यहाँ याद है की हम तार की लंबाई कम करने के बारे में बात कर रहे हैं हम केवल ब्लॉकों की एक अस्थायी नियुक्ति की बात कर रहे हैं इसलिए तारों की सटीक वायरिंग को हमने अभी तक नहीं किया है हम केवल इस स्तर पर बहुत ही मोटे अनुमान लगा सकते हैं तो उस मोटे अनुमान के साथ हम यह कह सकते हैं कि अच्छी तरह से मेरा क्रिटिकल नेट बहुत लंबा होता जा रहा है आइए हम इन 2 ब्लॉकों को एक साथ लाएं उन्हें एक दूसरे से सटाकर कुछ इस तरह से साथ रखें अब एक बात हम प्लेसमेंट समस्या के बारे में बाद में बात करेंगे फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट काफी समान हैं लेकिन कुछ सटीक अंतर भी हैं आइए देखें कि अंतर क्या हैं अब जैसा कि मैंने कहा था कि फ्लोर प्लानिंग में कुछ ब्लॉक प्रकृति में फ्लैक्सिबल हो सकते हैं इस अर्थ में कि उनका एरिया ज्ञात है लेकिन वहाँ ऊँचाई और चौड़ाई अभी तय नहीं हैं और प्रत्येक ब्लॉक में पिन भी हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह एक निश्चित ब्लॉक है तो हम कहते हैं यह NAND गेट के अनुरूप है तो मेरे 2 इनपुट यहां हो सकते हैं और यहां मेरा आउटपुट यहां हो सकता है ये फिक्स्ड पिन लोकेशन हैं लेकिन अगर मेरे पास एक फ्लैक्सिबल ब्लॉक है जहां मुझे पता है कि 6 पिन हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है लेकिन उनके सटीक स्थान निश्चित नहीं हैं वे चारों ओर घूम सकते हैं यहां पिन स्थान भी फ्लैक्सिबल हैं इसलिए इसलिए फ्लोरप्लॉनिंग में पिंस के सटीक स्थान निश्चित नहीं हो सकते हैं आपको पिंस की स्थिति को भी फिक्स करना होगा लेकिन प्लेसमेंट की समस्या में हम मानते हैं कि सभी ब्लॉकों ने अच्छी तरह से ज्यामितीय आकृतियों को परिभाषित किया है और साथ ही उनके पिन स्थान भी तय किए गए हैं और हालांकि फ्लोर प्लॉनिंग में हम इंटरकनेक्ट के लिए जगह नहीं रखते हैं लेकिन प्लेसमेंट में इंटरकनेक्ट के लिए जगह रखते हैं उदाहरण के लिए अब फ्लोर प्लानिंग में मैं कह सकता हूं कि मेरे 3 ब्लॉक हैं A B और C जिन्हें इस तरह रखा जाना है B और C के बाईं ओर C और A के शीर्ष पर B है लेकिन यहां प्लेसमेंट में मैं इस तरह निर्दिष्ट करूंगा यह मेरा ब्लॉक A है यह मेरा ब्लॉक B है यह मेरा ब्लॉक C है और I यह बीच में कुछ जगह है जो मैंने इंटरकनेक्शंस के लिए रखी है यह प्लेसमेंट समस्या का आउटपुट है सही तो यह फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट के बीच मुख्य अंतर है और ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़्लोर प्लानिंग समस्या को संभालना अधिक कठिन है क्योंकि आपके पास फ्लैक्सिबल ब्लॉकों की अवधारणा है तो आपके पास एक ब्लॉक के लिए दिया गया एरिया है तो ब्लॉक के कई अलग अलग संभावित आकार हो सकते हैं हमें यह पता लगाना होगा कि कौन सा विशेष आकार बेहतर लेआउट में अधिक कॉम्पैक्ट दे सकता है तो यह एक आसान समस्या नहीं है लेकिन प्लेसमेंट में क्योंकि सभी ब्लॉकों के शेप और आकार तय हैं समस्या बहुत आसान है लेकिन उन्हें रखने के अलावा फ्लोर प्लानिंग में आपको ब्लॉक के आस्पेक्ट रेसिओ का भी पता लगाना होगा ब्लॉक के सटीक शेप जो लचीले भी पता लगाना होगा लेकिन हम कुछ डिज़ाइन शैलियों में देखेंगे दो समस्याएं अलग नहीं हैं वे एक ही हैं तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं फ़्लोर प्लानिंग समस्या तो हम मानते हैं कि 5 मॉड्यूल हैं चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो ये सभी निश्चित मॉड्यूल हैं उनमें से कोई भी लचीला नहीं है तो A एक वर्गाकार मॉड्यूल है 1 बय 1 B का मतलब है 1 बय 3 C का 1 बय 1 D का 1 बय 2 E का 2 बय 1 ये 3 संभव फ़्लोर प्लानिंग हैं अब एक बात जो आप देख रहे हैं हालाँकि मुझे पता है कि B 1 बय 3 है लेकिन मैं इसे वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली रूप से रख सकता हूं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इसी तरह D मैं इसे वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली रूप से रख सकता हूं क्योंकि मुझे ब्लॉक का शेप पता है लेकिन अगर इसे 90 डिग्री से घुमाया जाए तो कोई समस्या नहीं है इसलिए एक हॉरिज़ॉन्टली खंड जिसे मैं उस लचीलेपन को घुमाकर वर्टिकली बनाता हूं तो ऐसा करने से इन 5 ब्लॉकों को कई तरीकों से रखा जा सकता है इसलिए आपके पास कई वैकल्पिक फ्लोर प्लान हो सकती हैं तो यहाँ यह बात उठती है कि एक बार जब आपके पास किसी समस्या के लिए कई फ्लोर प्लान हैं तो आपके पास यह निर्धारित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए कि इनमें से कौन सा दूसरे से बेहतर है हमें सभी विकल्पों में से सबसे अच्छी फ्लोर प्लान को चुनना होगा यह कुछ ऐसा है जो हमें करना है अब डिजाइन शैली के विशिष्ट मुद्दों पर आ रहे है आइए हम इस पर एक त्वरित नज़र डालें पूर्ण कस्टम डिज़ाइन शैली के लिए आप पूर्ण कस्टम डिज़ाइन शैली में याद करते हैं की ब्लॉक में कोई भी मनमाना शेप्स और आकार हो सकता है वे छोटे हो सकते हैं वे बड़े हो सकते हैं वे चौकोर हो सकते हैं वे आयताकार हो सकते हैं तो फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट की समस्या पूर्ण कस्टम डिजाइन शैली के लिए तस्वीर में आ जाएगी और यहां आपको उन सभी चरणों की आवश्यकता है जो आवश्यक हैं लेकिन मानक शैल के लिए लेकिन इन सभी शैल के आयाम तय किए गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि शेल्स को एक लाइब्रेरी से उठाया जाता है और शेल्स की ऊंचाइयां तय होती है लेकिन चौड़ाई अलग हो सकती है लेकिन एक बार जब मैं एक सेल चुनता हूं तो शेप और आकार तय हो जाता है और इसे केवल इस तरह से रखना होता है आपको इन सेल को एक मानक सेल लेआउट में घुमाने की भी अनुमति नहीं है तो मानक सेल के लिए फ्लोर प्लैनिंग और प्लेसमेंट समस्याएं समान हैं वे अलग अलग उप समस्याएं नहीं हैं इसलिए जब आपके पास एक बड़ी नेटलिस्ट होती है तो आप 2 चरणों से गुजरते हैं पहले आप एक वैश्विक विभाजन करते हैं आप पूरे नेटलिस्ट को एक छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक टुकड़े को आप दिए गए हर रीजन में मैप करते हैं मानक सेल की एक पंक्ति हो सकती है आप उन्हें मानक सेल की एक पंक्ति में रख सकते हैं और प्लेसमेंट कर सकते हैं इसी तरह गेट एरेस के लिए आपके पास बहुत सारे गेट हैं जो लेआउट फ़्लोर पर फैले हुए हैं बहुत सारे गेट हैं इसलिए जब आप फ्लोर प्लानिंग कहते हैं तो आप योजना बना रहे हैं कि गेट्स कहां रखें जब आप प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि गेट्स कैसे रखें इसलिए एक गेट ऐरे के लिए भी फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट समान है वे अलग नहीं हैं तो ये 2 समस्याएं समान हैं अब मैंने कहा था कि जब आपके पास तुलना करने के लिए कई वैकल्पिक फ्लोर प्लान हैं तो आपको कुछ लागत के संबंध में उनका मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए तो आइए देखें कि हम लागत का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं इसलिए यह आवश्यक है जैसा कि मैंने कहा था कि एक फ्लोर प्लॉनिंग समस्या के व्यवहार्य समाधानों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है और सबसे अच्छा समाधान का निर्धारण करना कम्प्यूटेशनल रूप से जटिल एनपी हार्ड साबित हो सकता है अब जब आप एक से अधिक फ्लोर प्लांस की तुलना करते हैं तो कई तरीके हैं जिनसे आप यह तुलना कर सकते हैं आप कुल क्षेत्रफल को देख सकते हैं आप कुल तार की लंबाई को देख सकते हैं आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि ब्लॉक इंटरकनेक्ट करना कितना आसान या कितना कठिन होगा आपस में इंटरकनेक्शन जटिलता कितनी भिन्न है उदाहरण के लिए आप फ्लोर प्लान में दो ब्लॉकों रख सकते हैं जो बहुत कम हैं लेकिन उनके बीच कनेक्शन की संख्या बहुत बड़ी है तो आप कह सकते हैं कि आपकी इंटरकनेक्शन जटिलता वहाँ बड़ी होगी क्रिटिकल पार्ट्स के लिए डिले को कम करें इसलिए आप देखें कि वे कितने दूर हैं जिन बिंदुओं को आप इनमें से किसी भी संयोजन के लिए जोड़ना चाहते हैं क्षेत्र का निर्धारण मुश्किल नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि आपका कुल सिलिकॉन तल आयताकार है इसलिए यदि आपके पास एक अच्छी फ्लोर प्लान हो सकती है तो आयत का आकार कम हो जाएगा तो चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा की आपका क्षेत्रफल होगा तो आप अपने समग्र क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा करके अपने क्षेत्रफल के आकार को बहुत आसानी से माप सकते हैं तो क्षेत्रफल का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है प्रत्येक फ्लोर प्लान के लिए आप बहुत आसानी से क्षेत्र को क्षेत्रफल सकते हैं लेकिन तार की लंबाई इसलिए मैंने इस स्तर पर कहा था कि आपको केवल बहुत मोटा अनुमान लगाने की अनुमति है क्योंकि यहां इस स्तर पर आपने इंटरकनेक्शन के लिए अलग स्थान भी नहीं रखा है आप नहीं जानते कि तारों को कैसे रखा जाएगा आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं तो एक लोकप्रिय तरीका जो प्रयोग किया जाता है वह यह है कि मैं सिर्फ इस उदाहरण की मदद से समझा रहा हूं मान लें कि मेरे पास इन 3 आयतों द्वारा दिखाए गए 3 ब्लॉक हैं इसलिए जो मैं यहां मानता हूं वह यह है कि इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में कई पिन हो सकते हैं जिन्हें अन्य 2 ब्लॉक में कई अन्य पिनों से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है इसलिए हम मानते हैं कि सभी पिन मरज़ेड है और ब्लॉकों के केंद्रों पर रहते हैं मान लीजिए कि ये ब्लॉक केंद्र हैं मैं मानता हूं कि पिन ब्लॉक के केंद्रों में रहते हैं और मैं गणना करता हूं कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच कितनी अंतर रेखाएं हैं जो कि cij हैं block i और block j के बीच हैं और कितने इंटरकनेक्ट हैं और dij दूरी है दूरी मैनहट्टन दूरी के रूप में गणना की जाती है तो मैनहट्टन दूरी क्या है मान लीजिए कि मैं इस एक बिंदु को इस बिंदु से जोड़ना चाहता हूं मैनहट्टन की दूरी का मतलब है कि आप लंबवत चलते हैं और फिर आप क्षैतिज रूप से चलते हैं तो यह y प्लस x मैनहट्टन की दूरी यह x प्लस y है तो आप आसानी से मैनहट्टन की दूरी की गणना कर सकते हैं इन बिंदुओं के निर्देशांक आपके द्वारा ज्ञात इंटरकनेक्शन तारों की संख्या को देखते हुए इसलिए इस तरह से आप बहुत मोटे अनुमान लगा सकते हैं ब्लॉक के हर जोड़े के पार आप देखते हैं कि कितने कनेक्शन हैं गुणा 2 ब्लॉकों के बीच की मैनहट्टन दूरी से करते है यह तारों की लंबाई कुल तारों की लंबाई का बहुत मोटा अनुमान होगा और कुल लागत आप क्षेत्र के कुछ भारित राशि और भारित लंबाई के रूप में अनुमान लगा सकते हैं अब यह कुछ मामलों में निर्भर करता है कि आपका एरिया अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है आप w1 को अधिक वेटेज दे सकते हैं लेकिन आपके इंटरकनेक्शन की लंबाई कम से कम होना अधिक महत्वपूर्ण है आप w2 को अधिक लंबाई दे सकते हैं अधिक वजन तो यह w1 w2 उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है अब एक फ्लोर प्लान की अच्छाई का अनुमान लगाने का एक और तरीका है यह डेड स्पेस को मापने के द्वारा है डेड स्पेस का मतलब एक फ्लोर प्लान के भीतर का स्पेस होता है जो बर्बाद हो जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि इस फ्लोर प्लान का कुल क्षेत्रफल आप ऊंचाई और चौड़ाई की गुना से अनुमान लगा सकते हैं और कितने अलग अलग ब्लॉक वहां पर हैं तो आप ब्लॉक के क्षेत्रफलों का योग लेते हैं तो आपको सभी ब्लॉकों का क्षेत्रफल मिल जाता हैं यदि आप इसे Aसे घटाते हैं तो आपको तथाकथित खाली जगह का क्षेत्र मिलता है जिसे कभी कभी मृत स्थान कहा जाता है तो उसे A से विभाजित करें तो आप प्रतिशत की गणना करते हैं तो कभी कभी आप इसे डेड स्पेस प्रतिशत भी कहते हैं कभी कभी क्षेत्र के बजाय हम कह सकते हैं कि हम डेड स्पेस प्रतिशत को कम करना चाहते हैं डेड स्पेस प्रतिशत को कम करने का मतलब है कि आप क्षेत्र को कम कर रहे हैं इसका मतलब वही है इसलिए समस्याएं समान हैं अब देखते हैं कि हम एक फ्लोर प्लान का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं स्लाइसिंग स्ट्रक्चर ऐसा करने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि यह क्या है स्लाइसिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि यह एक आयताकार विच्छेदन की तरह है जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लोर प्लान है कई ब्लॉक हैं विच्छेदन का मतलब है कि मैं फ्लोर प्लान को या तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा से काट सकता हूं या इस तरह एक क्षैतिज रेखा से मैं इसे 2 भागों में काट सकता हूं इन्हें विच्छेदन कहा जाता है एक बार जब मैं एक विच्छेदन करता हूं तो मैं फ्लोर प्लान को 2 छोटी फ्लोर प्लान में विभाजित करता हूं तो स्लाइसिंग स्ट्रक्चर वास्तव में आपको बताती है कि जब तक आपको बुनियादी ब्लॉक नहीं मिलते तब तक बार बार फ्लोर प्लान कैसे बनाई जाए तो वह स्लाइसिंग ट्री एक ऐसी चीज है जो उस स्लाइसिंग स्ट्रक्चर को निर्दिष्ट करता है मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगा स्लाइसिंग ट्री एक बाइनरी ट्री के अलावा कुछ भी नहीं है हर चरण में आप एक स्लाइस क्षैतिज स्लाइस या वर्टिकल स्लाइस कर रहे हैं इस बाइनरी ट्री में वर्टेक्स या नोड या तो वर्टिकल कट का प्रतिनिधित्व करता है V द्वारा दिखाया जाता है या एक क्षैतिज कट H द्वारा दिखाया जाता है बाद में हम देखेंगे कि एक तीसरी तरह का वर्टेक्स भी हो सकता है जिसे व्हील कहा जाता है जो दिखाई देता है कुछ फ्लोर प्लान के लिए जिन्हें कटा नहीं जा सकता है यह हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देगा और ट्री का लीफ एक बुनियादी ब्लॉक उन ब्लॉकों को इंगित करता है जिन्हें आप फ्लोर प्लान में रखना चाहते हैं एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए मेरे पास एक फ्लोर प्लान है जैसे कि a b c d e f 6 ब्लॉक हैं जिन्हें इस तरह फर्श पर रखा गया है अब बायीं ओर का यह पेड़ एक संभव स्लाइसिंग ट्री को दर्शाता है हमें देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है पत्ती की तरफ से शुरू होता है एक वर्टेक्स V से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है कि ई और एफ एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा विभाजित हैं यह पूरी बात इस पूरी आयत को इंगित करती है डी और यह पूरी आयत एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है क्षैतिज रेखा d और यह पूरी आयत इस क्षैतिज रेखा से जुड़ी है यह पूरी चीज़ और सी एक अन्य क्षैतिज रेखा से जुड़ी हुई है यह पूरी चीज़ और सी दूसरी क्षैतिज रेखा से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ ab क्षैतिज रेखा से जुड़ी है क्षैतिज रेखा द्वारा ab यह पूरी चीज़ और एक ऊर्ध्वाधर द्वारा जुड़ी हुई पूरी चीज़ लाइन यह ऊर्ध्वाधर रेखा तो इस फ्लोर प्लान को एक स्लाइसिंग ट्री द्वारा दर्शाया जा सकता है जैसे आप देख सकते हैं यह एक स्लाइसिंग ट्री भी है जो उसी फ्लोर प्लान का प्रतिनिधित्व करता है तो यह C और D वास्तव में परस्पर जुड़े हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं 2 क्षैतिज स्लाइस हैं इसलिए या तो आप इस स्लाइस को पहले करें या यह स्लाइस पहले करें कोई फर्क नहीं पड़ता तो या तो आप इस d को पहले करते हैं और फिर c या c को पहले और फिर d को कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी दिए गए फ्लोर प्लान के लिए एक से अधिक कटे हुए ट्री हो सकते हैं अब स्लाइसिंग ट्री को एक कॉम्पैक्ट तरीके से एक पॉलिश एक्सप्रेशन के रूप में जाना जा सकता है जिसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के रूप में भी जाना जाता है अब पॉलिश एक्सप्रेशन क्या है हम इसे बाद में समझाएंगे लेकिन यहाँ मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में बताता हूँ जब आपके पास इस तरह का नोड होता है तो V को कहें जहां आपके पास e और f है पॉलिश संकेतन में हम इसे व्यक्त करते हैं क्योंकि पहले हम लीफ 2 ब्लॉक लिखते हैं और उसके बाद रूट V होता है मान लीजिए कि मेरे पास एक और है यह H यहां यह यहां जोड़ता है और मेरे पास a और ब्लॉक यहां जुड़ा हुआ है तो मैं a और यह पूरी बात लिखूंगा यह पूरी चीज इस पूरी चीज का प्रतिनिधित्व करती है H इस पूरी चीज के बाद H तो यह एक पॉलिश एक्सप्रेशन लिखने के पीछे मूल विचार है इसलिए जब आपके पास इस तरह का कोई ट्री होता है तो आप बराबर पॉलिश एक्सप्रेशन लिख सकते हैं मैं आपको यह अच्छी तरह से दिखाऊंगा VI एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा यहाँ दिखा रहा है और HI एक क्षैतिज रेखा से होकर दिखा रहा हूँ क्षैतिज रेखा को दूसरी तरफ यहाँ क्षैतिज रेखा को देख रहा हूँ क्षैतिज रेखा इस चीज़ को क्षैतिज रेखा द्वारा अनुसरण किया जाता है इस पूरी चीज़ को क्षैतिज रेखा के बाद इस पूरी चीज़ को क्षैतिज रेखा के बाद c यह पूरी चीज यह पूरी चीज ऊर्ध्वाधर रेखा इसलिए हम बाद में फिर से समझाएंगे लेकिन यह है कि हम पॉलिश नोटेशन में एक लेआउट कैसे व्यक्त कर सकते हैं अब ये एक फ्लोर प्लान का उदाहरण हैं आप देख सकते हैं यहां हमारे पास कुछ ब्लॉक हैं जो बहुत अच्छी तरह से रखे गए हैं लेकिन आप उन्हें स्लाइस नहीं कर सकते जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास एक सतत ऊर्ध्वाधर या एक क्षैतिज स्लाइस नहीं हो सकता है जो विभाजन कर सकता है यह फ़्लोर प्लान यह एक ऐसी चीज़ है जिसे नॉन स्लाइसिबल फ़्लोर प्लान कहा जाता है और इन 5 ब्लॉकों की तरह एक टोपोलॉजी जो इस तरह से उन्मुख होती है इसे व्हील कहा जाता है तो फ्लोर प्लान में एक व्हील 5 चाइल्ड नोड्स के साथ एक वर्टेक्स द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि आप कहते हैं कि यह इस फ्लोर प्लान में एक व्हील का प्रतिनिधित्व करता है d c f e g c d e f g तो c d e f g एक व्हील को दर्शाते है लेकिन एक बार जब आप इसे एक व्हील के रूप में परिभाषित करते हैं तो बाकी को कटा जा सकता है आप यहां एक स्लाइस रख सकते हैं आपके पास यहां एक स्लाइस हो सकती है और आप इसे और यह स्लाइस कर सकते हैं तो आपके पास a b हो सकता है आपके पास एक स्लाइस हो सकता है ऊर्ध्वाधर यह और यह आपके पास एक ऊर्ध्वाधर स्लाइस हो सकता है फिर आपके पास एक क्षैतिज स्लाइस क्षैतिज स्लाइस हो सकता है तो आपके पास a हो सकता है यह एक कंपोजिट ट्री है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्लाइस के साथ साथ यह व्हील भी होता है और अंत में मैं एक फ्लोर प्लान के अन्य प्रतिनिधित्व को देखूंगा जो एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी है तो यहाँ फर्श की योजना को एक नहीं बल्कि दो ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है डीरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का मतलब है कि एड्जेस में कुछ तीर हैं तो ग्राफ में से एक को क्षैतिज ध्रुवीय ग्राफ कहा जाता है दूसरे को ऊर्ध्वाधर ध्रुवीय ग्राफ कहा जाता है इसलिए उदाहरण के लिए क्षैतिज ध्रुवीय ग्राफ के लिए वर्टेक्स एक ऊर्ध्वाधर चैनल का प्रतिनिधित्व करेगा और एड्जेस से संकेत मिलेगा कि दो चैनल एक ब्लॉक के दो विपरीत दिशाओं पर हैं एक किनारे का वजन ब्लॉक की चौड़ाई का संकेत देगा तो इसे समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं तो यह एक लेआउट या फ्लोर प्लान है यह क्षैतिज ध्रुवीय ग्राफ है क्षैतिज दिशा में आप देखते हैं कि ये वर्टेक्स हैं वेर्तिसेस क्या वेर्तिसेस इंगित करता है वेर्तिसेस प्रत्येक स्थान पर इंगित करेंगे जहां आपकी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है यहां मेरे पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा है यहां इस ब्लॉक में मेरे पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा है यहां मेरे पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा है यहां इस खंड में है यहां मेरे पास एक है वर्टिकल लाइन यहाँ और अंत में मेरे यहाँ वर्टिकल लाइन है इसी तरह दूसरी दिशा में मेरे पास एक ऊर्ध्वाधर ध्रुवीय ग्राफ हो सकता है जहां मैं क्षैतिज रेखाओं को देखता हूं मेरी एक क्षैतिज रेखा यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यह पूरी चीज़ और यह वज़न जैसे वज़न यह देखते हैं और यह एक एज इस एज से जुड़ा हुआ है और यह एज एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और इस ब्लॉक की ऊँचाई इस एज का वजन होगी यह नोड है यह नोड यह बीच में ब्लॉक है तो इस ब्लॉक की ऊंचाई इस एज का वजन होगी यह और यह इस ब्लॉक की ऊँचाई इस का भार होगी इसी तरह इस दिशा में यह और यह पूरी रेखा है तो यह वजन पूरी चौड़ाई होगा तो ये दो ग्राफ़ आप देख सकते हैं कि यदि आपको ये दो ग्राफ़ दिए गए हैं तो इन दो ग्राफ़ से आप इस फ़्लोर प्लान को फिर से बना सकते हैं तो यह भी ध्रुवीय ग्राफ के निर्माण का एक तरीका है अब आगे हम फ्लोर प्लानिंग एल्गोरिदम में से कुछ को देख रहे हैं कि वास्तव में फ्लोर प्लानिंग कैसे की जा सकती है इसलिए अभी हम इस व्याख्यान 8 को समाप्त करते हैं इसलिए अब अगले व्याख्यान में हम फ्लोर प्लानिंग floor planning के लिए एल्गोरिदम देख रहे हैं